ठीक है अब कुछ दिलचस्प फ़िल्टर बैंक तत्व और कुछ दिलचस्प परिणाम देखते हैं मुझे आशा है कि आप चर्चा के इस भाग का आनंद लेंगे इसलिए अब हम अपनी रफ़्तार बढ़ाते हुए और फ़िल्टर बैंक्स पर आने वाले व्याख्यानों के कई महत्वपूर्ण हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं लेकिन फिर से हम इसे टुकड़ों में करेंगे ताकि आप इसे एक बड़ी पहेली की तरह एक साथ रख सकें लेकिन यह उन तत्वों में से पहला है इसलिए फ़िल्टर बैंक्स हमने पहले ही कहा था कि हमें जो मूल ऑपरेशन मिलेगा वह एक मॉड्यूलेशन के माध्यम से होगा जो शिफ्ट होगा यदि यह H0 है जो H1 है और हम कहते हैं कि H1 H0 है यह एक M चैनल फिल्टर बैंक है तो WWMe−j2πM तो यह वास्तव में H0 ejω 2 M यह शिफ्टेड फ़िल्टर्स की एक मूल परिभाषा है इसलिए यदि यह πM से πM है तो पहले फ़िल्टर के लिए सेंटर फ्रीक्वेंसी 2πM है दूसरे फ़िल्टर के लिए सेंटर फ्रीक्वेंसी 4π M और इतने पर होगी तो हमें जल्दी से इस रास्ते से बाहर निकलना चाहिए यह 4πM और इतने पर होगा और अंतिम एक 2 π 2π M होगा ताकि बुनियादी ढांचा हो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 यह टाइप 1 पॉलीफ़ेज़ डिकम्पोज़ीशन है हम अब इससे काफी परिचित हैं हम सिर्फ इस समीकरण को देखने जा रहे हैं अब इससे हम H1 प्राप्त करेंगे हम H2 को HM−1 की ओर प्राप्त करेंगे अब जब हम स्वयं पहला फ़िल्टर करते हैं आप देख सकते हैं कुछ बहुत दिलचस्प पैटर्न उभर रहे हैं आइए हम इसे करीब से देखें तो मूल रूप से जहाँ भी z है उसे zW से बदल दें अब कृपया देखें कि कोष्ठक के भीतर क्या है यह एक अगर मैं WM 1 को हल करता हूं तो यह और कुछ नहीं बल्कि zM फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है अब अगर आपको किसी आरबिटरेरी फ़िल्टर Hk को देखना है तो यह H0 k0M−1होगा यदि इनपुट X है आउटपुट क्या होगा मैं Xk को Hk का आउटपुट कहूंगा अब यदि आप पीछे जाकर अपने मूल डीएसपी सिद्धांतों की समीक्षा करते हैं जब हम एक ट्रांसफर फ़ंक्शन के संदर्भ में इनपुट आउटपुट संबंध लिखते हैं और इस संरचना को ध्यान से देखते हैं जो हमने प्राप्त किया है जो आप पाओगे वह यह है की HM−1 के माध्यम से H0 M ऐसे आउटपुट हैं तो मूल रूप से आपके पास X0 से XM−1 होगा इतने सारे आउटपुट हैं इनमें से प्रत्येक को आपको उसी सेट z−1 E1 द्वारा X को संसाधित करने की आवश्यकता होती है एक बार जब आप इसके साथ संसाधित करते हैं तो आप इसे कुछ चरण शर्तों से गुणा कर रहे होते हैं और फिर एक योग लेना क्योंकि यदि आप X को ध्यान देते हैं और यह सेट जहां l0 से M−1 उस सब के लिए होता है इसलिए यदि आपको इस रूप में लागू करने के लिए कहा गया था आपको एक बहुत ही दिलचस्प संरचना मिलेगी तो संरचना जो लागू करती है कि यदि आप इसे प्राप्त करते हैं तो मुझे यकीन है कि समय बिताने से आप इसे प्राप्त करने से निश्चित रूप में सक्षम होंगे मुझे केवल यह सुझाव दें कि हम उस E0 z−1 E1 और अंतिम z−1 EM−1 को कैसे प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से प्रत्येक फ़िल्टर द्वारा X प्रक्रिया क्या वो सही है पिछले समीकरण में हमने जो देखा क्या वह उसके अनुरूप है तो आइए हम X गुणा z0E0 को सत्यापित करते हैं दूसरा एक z−1E1 होगा जो हमें यहाँ मिलता है अब हमने इन आउटपुट्स के लिए क्या किया आपने इसे k के आधार पर W−kl से गुणा करके k 0 कर दिया यह क्या था बस उन सभी को एक साथ जोड़ दें इसलिए यदि आप इसे ध्यान से देखते हैं यदि आपके पास W की पावर्स हैं जो डीएफटी मैट्रिक्स है तो यह आईडीएफटी मैट्रिक्स है तो मूल रूप से आपके पास जो यहां है वह एक प्रसिद्ध मैट्रिक्स है यह डीएफटी मैट्रिक्स वास्तव में सिर्फ कॉन्जयूगेटेड है लेकिन यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसलिए ट्रांसपोज़ और कॉन्जयूगेट एक ही है वैसे कभी कभी हमारे पास मैट्रिक्स एक डैगर प्रतीक होता है इसका मतलब है कि आप कोंजूगेशन के बाद ट्रांस्पोसिशन करते हैं ट्रांसपोज़ कोंजूगेट करते हैं तो यह कभी भी संकेतन है हम कॉम्प्लेक्स मेट्राईसेस कॉन्स्टैंट मेट्राईसेस के साथ काम करते हैं † चिन्ह इसका प्रतिनिधित्व करता है तो मूल रूप से यह आईडीएफटी मैट्रिक्स की तरह है आईडीएफटी मैट्रिक्स में एक स्केल फैक्टर होगा लेकिन इसके अलावा यह संरचना है ध्यान दें यह संरचना एम फ़िल्टर बैंक्स के उत्पादन को प्राप्त करने के लिए कितनी कुशल है जिन्हें हमने निर्दिष्ट किया है जहां फ़िल्टर 2πM के गुणकों द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं यह डीएफटी कोइफ़िशिएंट से निकटता से जुड़ा हुआ है अब अगर मैं पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोज़िशन का उपयोग करता हूँ तो मुझे zM मिलेगा इसका मतलब यह है कि इस डीएफटी कोइफ़िशिएंट के सभी को 1 से वापस नक्शा मिलता है इसलिए इसलिए समीकरण बहुत सरल हो जाता है और फिर हमें यह समीकरण मिल जाता है अब हमारे पास एक और परिणाम भी था मैं चाहता हूं कि जब आपके पास एक सिग्नल हो जो 0 से 2π रेंज में कहीं भी 2πM तक बैंड लिमिटेड हो तो आप बिना अलाइज़िंग M के एक कारक द्वारा डाउन सैंपल कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि सामान्य मामले में आप निम्न कार्य भी कर सकते हैं आप इनमें से प्रत्येक शाखा द्वारा M द्वारा डाउन सैंपल कर सकते हैं इनमें से प्रत्येक शाखा को बिना अलाइज़िंग M के एक कारक द्वारा डाउन सैंपल किया जा सकता है अब वापस जाएं और मल्टीरेट ब्लॉक योजक गुणक के एक और सिद्धांत को एक दूसरे से जोड़ दें जब आपके पास डेसीमीटर हो वे लीनियर ब्लॉक्स के दूसरी तरफ जा सकते हैं तो मूल रूप से डीएफटी मैट्रिक्स में गुणक और योजक शामिल हैं तो एम के एक कारक द्वारा यह डाउन सैंपलिंग वास्तव में बाईं ओर जा सकता है तो आप वास्तव में नीचे के नमूने को इस तरफ ले जा सकते हैं अब नोबल आइडेंटिटी एक बार जब आप इसे करते हैं तो आप क्या करते हैं वास्तव में x n में आ रहे हैं तो अब आप इसे x n से बदल सकते हैं आपके पास डी मल्टीप्लेक्सर है मूल रूप से इनपुट स्ट्रीम यह समानांतर धाराओं में डीमल्टिप्लैक्सेड हो रहा है है जिनमें से प्रत्येक को एक सब फ़िल्टर द्वारा संसाधित किया जा रहा है इनमें से प्रत्येक पॉलीफ़ेज़ कंपोनेंट्स हैं इसलिए उनकी लंबाई मूल प्रोटो टाइप फ़िल्टर की तुलना में बहुत छोटी है और एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप इनवर्स डीएफटी को डीएफटी के समान उपयोग करते हैं इसे लागू करने के लिए आप तेज़ परिवर्तन का उपयोग कर सकते हैं तो आपको अपने आउटपुट M आउटपुट बहुत बहुत हाई एफिशिएंसी high efficiency के साथ मिलेंगे इसलिए मूल रूप से जो हम यहां लिख सकते हैं वह यह है कि यह एक बहुत ही इफिशीइंट इम्प्लीमेंटेशन है हमने विकसित किए गए कई उपकरणों का उपयोग किया है मल्टीरेट ब्लॉक्स नोबल आइडेंटिटीस और निश्चित रूप से फिल्टर की शिफ्टिंग के अंतर्संबंध क्या होता है जब आपके पास M के पावर के लिए डीएफटी कोइफ़िशिएंट होता है उन सभी परिणामों की तरह एक साथ आते हैं तो शायद यह एक संरचना है जिसके साथ आपको कुछ समय बिताना चाहिए या तो फिर से पढ़ना या विश्लेषण करना और आवेदन चाहिए होगा तो आपको एक बहुत ही इफिशीइंट इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम कम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी प्राप्त होती है क्योंकि आप डीएफटी का उपयोग कर रहे हैं आप पॉलिफ़ेज़ का उपयोग कर रहे हैं आप सभी तरह से लाभ ले रहे हैं और एफिशिएंसी आती है क्योंकि हमने पॉलीफ़ेज़ के लाभों का अधिकतम लाभ उठाया है पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोसिशन मल्टीरेट डीएसपी के परिणामों के साथ साथ कम्प्यूटेशनल फ़ायदों के साथ हम तेज़ परिवर्तनों का उपयोग कर प्राप्त कर सकते हैं आईडीएफटि उन तेज़ परिवर्तनों का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाएगा जिनका आपने डीएसपी में अध्ययन किया है इसलिए आप इस विशेष के लिए बहुत ही कुशल संरचना प्राप्त कर सकते हैं अब मुझे खुशी है कि आपने सवाल पूछा सवाल यह है कि इन डाउन सैंपलर्स की क्या भूमिका है अगर मैंने यह डाउन सैंपलिंग नहीं किया तो मेरा इनपुट सैंपलिंग क्या होगा मेरा इनपुट सैंपलिंग रेट N0 था इस बिंदु पर आउटपुट सैंपलिंग रेट क्या होगा यह अभी भी N0 होगा यह N0 यहाँ प्रभावी रूप से होगा फ़िल्टरिंग करने के बाद मुझे मेरा सैंपलिंग रेट के रूप में M N0 मिल जाता प्रत्येक फिल्टर का उत्पादन होता है जो काफी स्पष्ट है क्योंकि मैं इनपुट सिग्नल लेता हूं मैं इसे फिल्टर करता हूं मुझे आउटपुट मिलता है इनपुट और आउटपुट एक ही दर हैं और मेरे पास आउटपुट पर ऐसे फिल्टर हैं अब यदि आप स्टोरेज या प्रोसेसिंग के संदर्भ में सबसे कुशल होना चाहते हैं क्या मुझे N0 पर इसे बनाए रखने की आवश्यकता है जवाब 'नहीं' निकला क्योंकि अगर यह एक बैंड लिमिटेड फिल्टर था तो मुझे पता है कि मैं डाउन सैंपल कर सकता हूं और मूल सिग्नल को पुनर्प्राप्त कर सकता हूं तो यह N0M बन जाता है यदि मैं डाउन सैंपलिंग वास्तव में N0 पर करता हूं तो ये सभी N0M बन जाते हैं और आउटपुट पर प्रभावी नमूनाकरण दर हो जाती है तो यह स्टोरेज के लिए या कुशल प्रोसेसिंग के लिए अधिक है फिर आपको इसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन यदि आप इसे उपयोग करते हैं तो आपको पॉलीफ़ेज़ संरचना का अधिकतम लाभ मिलता है और एक कारण यह है कि हम ऐसा क्यों करेंगे क्योंकि आप वास्तव में सूचना के नुकसान के बिना एक ही स्तर पर इनपुट आउटपुट सैंपल रेट को बनाए रखने के एम के एक कारक द्वारा डाउन सैंपलिंग कर सकते हैं अब हमें डीएफटी मैट्रिक्स के गुणों को समझने में थोड़ा समय बिताने की जरूरत है मैं चाहूंगा कि आप उस पर कुछ प्रयास करें और हम उस पर शीघ्रता से विचार करेंगे मुझे यकीन है कि आपने शायद इसे अन्य संदर्भ में देखा होगा लेकिन मुझे केवल यह सुनिश्चित करने दें कि हमारे लिए इस पर चर्चा करने का अवसर है

XW x मान लीजिए कि x टाइम डोमेन का प्रतिनिधित्व करता है तो यह NN मैट्रिक्स है मुझे आयाम लिखने दें एक अलग रंग में यह N1 होगा यह NN होगा और इनपुट वेक्टर फिर से N1 होगा तो मूल रूप से यह मैट्रिक्स रूप में डीएफटी समीकरण है तो यह और यह समान हैं इसलिए समीकरण 1 और 2 समान हैं एक इसे मैट्रिक्स के रूप में लिख रहा है और दूसरा इसे एक सारांश के रूप में व्यक्त कर रहा है तो इस परिणाम को देखते हुए हम यह भी सत्यापित कर सकते हैं मुझे यकीन है कि आप निम्नलिखित परिणाम सत्यापित कर सकते हैं W† यानी ट्रांसपोज़ कॉनज्युगेट ट्रांसपोज़ वही चीज़ होगी जो मूल रूप से कॉनज्युगेट को गुणा करती है यदि आप W†WN∗I को गुणा करते हैं और आप मूल रूप से रूट्स ऑफ़ यूनिटी के गुणों को सत्यापित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि आपने यह डीएफटी के संदर्भ में पहले ही कर लिया होगा तो यह परिणाम मूल रूप से हमें बताता है कि इनवर्स डीएफटी तो यह इनवर्स डीएफटी है इनवर्स डीएफटी 1N W†के बराबर है और जो हमारे पास है वह आईडीएफटी समीकरण में है आपके पास 1N टर्म होगा और क्यों 1N टर्म आया क्योंकि W† एक स्केल फैक्टर है आप मूल रूप से स्केल फैक्टर का ध्यान रख रहे हैं अब एक बार जब आप इन गुणों का अध्ययन कर लेते हैं तो आप केवल यह देख सकते हैं कि निम्नलिखित अवलोकन यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स निम्नलिखित गुणों को संतुष्ट करता है तो NN मैट्रिक्स निम्न स्थितियों को संतुष्ट करता है जो कुछ C 0 के लिए U†Uc∗I है तब U को यूनिटरी कहा जाता है यूनिटरी मेट्राईसेस को कई दिलचस्प गुण मिले हैं मैं सिर्फ उसी का उल्लेख करूंगा जो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है वह गुण जो रोव्ज की प्रत्येक जोड़ी या कॉलम्स की जोड़ी है तो यह वह गुण है जो मूल समीकरणों से सही दिखाई देती है कॉलम्स और रोव्ज की प्रत्येक जोड़ी पारस्परिक रूप से ऑर्थोगोनल है यह एक शक्तिशाली परिणाम है पारस्परिक रूप से ऑर्थोगोनल अब यह स्वयं को कैसे प्रकट करता है यदि आप कॉलम्स को C1 C2 को CN तक लिखते हैं तो ये कॉलम्स मेट्राईसेस हैं और मूल परिणाम क्या कहता है U और U† तो आपको क्या मिलेगा C1 कॉलम आप ट्रांसपोज़ कॉनज्युगेट करते हैं यह एक रोव् वेक्टर C1† C2† CN† बन जाता है अब C1∗C1† constant C1∗C2†0 तो मूल रूप से आप देख सकते हैं कि यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कुछ निरंतर समय के रूप में कैसे प्रकट होगा और इसी तरह आप इसे रोव्ज के लिए भी दिखा सकते हैं तो डीएफटी मैट्रिक्स समरूपता में बहुत समृद्ध है यह बहुत ही रोचक गुणों से भरपूर है लेकिन जहां तक हमारा सवाल है कि यह एक मैट्रिक्स है जिसे हम अपनी मल्टीरेट संरचनाओं के लिए लाभ उठाना चाहेंगे लेकिन मैं चाहता हूं कि आप निम्नलिखित अभ्यास करें क्या आप इस संरचना को देख सकते हैं और इसे डीएफटी मैट्रिक्स के साथ बदल सकते हैं और फिर सोचें कि क्या हो रहा है क्या बदलाव हुआ है इसलिए यह बहुत मुश्किल काम नहीं है लेकिन आपके बारे में कुछ सोचना है क्योंकि यह अब हमें उन संरचनाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी देने जा रहा है जिन्हें हम विकसित करने जा रहे हैं और यह भी हमें बताने जा रहा है और आप क्या पाओगे कि ये आउटपुट केवल चक्रीय रूप से स्थानांतरित हो जाते हैं कुछ गम्भीर नहीं हो रहा है लेकिन यह वह है जो हमें बहुत सारी अंतर्दृष्टि देने जा रहा है एक स्पेक्ट्रल एनालिसिस के रूप में मल्टीरेट या डीएफटी का उपयोग भी लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस दिशा में शिफ्ट किए गए आईडीएफटी का उपयोग करते समय शिफ्ट किए गए फ़िल्टर के बीच संबंधों को देखें अब जब आप डीएफटी का उपयोग करते हैं तो आप पाएंगे कि यह बदलाव नकारात्मक पक्ष पर होता है लेकिन अगर आप देखते हैं तो हम इसे अगली कक्षा में यहाँ से उठाएंगे और विकसित करेंगे धन्यवाद